नमस्कार आज के यंत्रिकी विज्ञान के परिचय की कक्षा में स्वागत है पिछली कक्षा में हमने नाभिक और इसकी संरचना के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी और प्रमुख रूप से मैंने इस कॉम्प्लेक्स जिसे लिंक कॉम्प्लेक्स कहते हैं जो कि नाभिक कंकाल और साइटोस्केलेटन को जोड़े जाने के लिए जाना जाता है का परिचय दिया तो ये लिंक कॉम्प्लेक्स सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर यह मेरा नाभिक है तो आपके पास एक्टिन या माइक्रोट्यूब्यूल या मध्यवर्ती फिलामेंट साइटोसस्केलेटन से विभिन्न कनेक्शनों के माध्यम से शारीरिक रूप से जुड़ा है इसलिए अगर मैं ज़ूम इन करता हूं तो वास्तव में नाभिक एक दोहरी परत की झिल्ली से बना हुआ संरचना है जिसमें आपके पास बाहरी नाभिकीय झिल्ली और आंतरिक नाभिकीय झिल्ली तो आंतरिक नाभिक झिल्ली के अंदर आपके पास लमिन प्रोटीन का नेटवर्क होता है जिसमें लमिन ए और बी शामिल होते हैं और बाहर तो साइटोस्केलेटन के लिए आपके पास ये लिंक हैं जो नेस्प्रेन्स द्वारा मध्यस्थ हैं यह बाहर से प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक नाभिक के अंदर और नाभिक बाहर कड़ी स्थापित करता है हम लमिन की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं इस पर चर्चा करने में काफी समय बिताते हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि आपके पास 2 प्रमुख वर्ग के लमीन्स हैं लमिन ए लेकिन एक ही जीन द्वारा एन्कोड किया गया है लेकिन स्प्लीसिंग के कारण आपके पास 2 रूप हैं लमिन ए और सी यह सामूहिक रूप से लमिन एसी के रूप में लिखा जाता है और आपके पास है लमिन बी बी1 और बी2 के रूप में पाया जाता है तो हाल ही में जो प्रदर्शन किया गया है वह यह है कि जो कोशिकाएं कोमल ऊतकों में रहती हैं उनमें लमिन बी अधिक होता है जबकि कोशिकाएं जो कठोर ऊतकों में निवास करती हैं उनमें लमिन एसी अधिक होता है इसलिए यदि आप ए से बी तक के लमिन के स्टोइकोमेट्री को प्लॉट करते हैं तो आपको यह संबंध मिल जाता है जहां यदि एक्स अक्ष ऊतक का लचीलापन है और वाई अक्ष ए से बी स्टोइकोमेट्री है तो आपके पास यह स्केलिंग संबंध है जहां नीचे मस्तिष्क जैसे कोमल ऊतकों में आपके पास ग्लियोमा कोशिकाओं का प्रकार हैं वे यहां रहते हैं जहां लमिन ए का अनुपात 1 से कम है जबकि उपास्थि हड्डी मांसपेशियों की कोशिकाओं जैसे कठोर ऊतक यहां तक कि मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं में ए से बी के उच्च अनुपात होते हैं यांत्रिक रूप से ए और बी अलग अलग इकाइयों से संचालित होते हैं लैमिन बी स्प्रिंग की तरह संचालित होती हैं और लमिन ए एक डैशपॉट या चिपचिपी वस्तु की तरह संचालित होता है तो सामूहिक रूप से इसे इस रूप में व्यक्त किया जाता है जहां यह आपका बी उत्तरदायी है यह ए प्रतिक्रिया है इसलिए जब भी आप नाभिक को विकृत करते हैं और जब आप नाभिक को विकृत करते हैं तो आपके पास एक अल्पकालिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें कि लमिन बी हावी होता है और एक दीर्घकालिक प्रतिक्रिया जो कि लमिन ए में प्रमुख होता है इसलिए आज मैंने नाभिक में जो चर्चा की थी उसका पहला भाग था दूसरा भाग सेल की गतिशीलता को निर्धारित या परिरोध के तहत कोशिका के प्रवास को निर्धारित करने में ए का महत्व था तो चूंकि ए का उच्च स्तर स्टिफर नाभिक का कारण बनता है इसलिए ए का उच्च स्तर वास्तव में माइग्रेशन द्वारा बाधित प्रवास होता है मेरा मतलब है कि सीमित प्रवासन लेकिन यदि आपके पास ए बहुत कम है तो आपके नाभिक को नुकसान हो सकता है तो आपको अगले दो व्याख्यान जिसमें आज का व्याख्यान भी शामिल है मैं दो चीजों पर चर्चा करूंगा कि नाभिक विकृति आखिरकार जीन अभिव्यक्ति पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है और यह क्रोमेटिन गतिकी द्वारा मध्यस्थता होगी इसलिए मैंने पहले ही यापताप YAPTAZ प्रतिलेखन कारक का एक उदाहरण लिया है जो यांत्रिक संकेतों के जवाब में नाभिक में अनुवाद करता है तो इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस के संदर्भ में यह दोलन कतरनी तनाव के जवाब में दोलक कतरनी तनाव यापताप YAPTAZ के रूप में नाभिक को स्थानांतरित करने के लिए दिखाया गया था एनएफ केबी सिग्नलिंग एसटीएटी सिग्नलिंग और एमआरटीएफ सिग्नलिंग मार्ग के बीच ऐसे अन्य प्रतिलेखन कारक उल्लेखनीय हैं जो इसकी नियति को दिखलाता है जहां वे नाभिक में अनुवाद करते हैं और ये अनुवाद क्या प्रेरित करते हैं तो ये वास्तव में जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन का कारण बनते हैं इसलिए मैं आज दो पेपरों पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा एक पेपर में चर्चा की गई है कि कोशिका आकार जीन अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है इसलिए आप दोनों पहले के पेपर से अवगत हैं जब हम मेसेनकाइमल स्टेम सेल विभेदन के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने दिखाया कि जब कोशिकाओं को छोटे पैटर्न पर चढ़ाया जाता है तब वे एडिपोसाइट्स में अंतर करते हैं और फिर एक बार बड़े द्वीपों पर वे ओस्टियोब्लास्ट बनने लगते हैं ठीक है इसलिए यह कोशिका आकार की मध्यस्थता है इसलिए लेखक ने इस विशेष अध्ययन में जो किया है वे फ़ाइब्रोनेक्टिन के साथ लेपित माइक्रोफ़ाइब्रेटेड द्वीपों की एक किस्म का था तो ये फ़ाइब्रोनेक्टिन द्वीप हैं और उन्होंने विभिन्न ज्यामिति अलग अलग आकार के त्रिकोण आयताकार और वृत्त बनाए और उन्होंने इन के आकार को भी बदल दिया तो दो चीजें हैं जो वे कोशिका आकार और कोशिका आकार में विविधता लाती हैं इसलिए कोशिका आकार को उन द्वीपों के आकार को बदलकर संशोधित किया गया था जो उन्होंने उपयोग किया था और कोशिका आकार द्वीपों के आयामों द्वारा नियंत्रित किया गया था और फिर उन्होंने पूछा कि जब हम प्लेट करते हैं तो क्या होता है इसलिए उन्होंने एनआईएच 3टी3 फाइब्रोब्लास्ट का उपयोग किया तो उन्होंने पूछा कि जब इन अलग अलग पैटर्न पर कोशिकाओं को सुसंस्कृत किया जाता है तो सिग्नलिंग कैसे बदल जाते हैं तो पहले उन्होंने वृत्तीय और लम्बी आकृति विज्ञान के बीच एक तुलना की और जो कुछ उन्होंने पाया वह वृत्तीय पैटर्न के इस मामले में था तो यह वृत्तीय एक अधिक आइसोट्रोपिक ज्यामिति है यह एक अधिक ध्रुवीकृत ज्यामिति है यह गैर ध्रुवीकृत या आइसोट्रोपिक है तो क्या रूप है कि इन वृत्तीय पैटर्न पर वे कोशिका विभाजन प्रोटीन एपोप्टोसिस जीन और नियामकों में विनियमन और कोशिका मैट्रिक्स आसंजन के नकारात्मक विनियमन फिर से थे इसलिए कुछ अन्य संकेत हैं जो वलय पर विनियमित होते हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि विनियमित किया जाता है तो यह विनियमित होता है जो लम्बी ज्यामिति के संबंध में है इसी तरह से कई चीजें थीं जो नीचे विनियमित थीं आपके पास एक्टिन साइटोस्केलेटन मशीनरी थी सभी एक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन नीचे विनियमित प्रोटीन थे कोशिका माइग्रेशन में शामिल प्रोटीन थी उनकी अभिव्यक्ति नीचे विनियमित थी कोशिका सब्सट्रेट आसंजन इतने पर और आगे बढ़ाया गया था इसी तरह उन्होंने मतभेदों का अवलोकन किया इसलिए उन्होंने त्रिकोणीय ज्यामिति का उपयोग किया उन्होंने एक बड़े त्रिकोण के साथ एक छोटे त्रिकोण की तुलना की और जो उन्हें मिला वह छोटे त्रिकोणों में था यहाँ पर कई सिग्नलिंग मार्ग हैं जो विनियमित थे इनमें प्रतिलेखन आरआईआई चयापचय प्रक्रियाओं का विनियमन सेल की गतिशीलता और चिपकाव संधि स्थल शामिल है तो अब जीन अभिव्यक्ति में ये सभी विभिन्न परिवर्तन जो कि आकारों में वृद्धि के साथ देखे गए थे तो यहाँ पर एक सहसंबंध था इसलिए जीन अभिव्यक्ति में विभिन्न परिवर्तन सेल आकार में वृद्धि के साथ बड़े पैमाने पर एम आरटीएफ ए एसआरएफ मार्ग द्वारा मध्यस्थता की गई थी तो एसआरएफ सीरम प्रतिक्रिया कारक है इसलिए जब आप जानते हैं कि जब हम कोशिकाएं का कल्चर करते है हम हमेशा सीरम के साथ पूरक होते हैं तो सीरम में कई कारक होते हैं जिनमें वृद्धि कारक के साथ साथ ईसीएम प्रोटीन भी शामिल होते हैं जो कोशिका विकास को लाभ पहुंचाते हैं इसलिए एसआरएफ मार्ग इन सभी प्रक्रियाओं में शामिल है जो उन्होंने तब जाँच की थी कि क्या हिस्टोन एसिटिलेशन के स्तर में कोई परिवर्तन हुआ था लाइसिन 9 पर H3 एसिटिलिकेशन स्तर यह आमतौर पर एसीएच3के9 के रूप में लिखा जाता है एच3के9 एक हिस्टोन एसिटिलेशन है इसलिए जब वे आकार में भिन्न थे तो उन्होंने क्या देखा जब तक क्षेत्र समान था इसलिए नाभिक आयतन और एच3के9 एसिटिलेशन समान था इसलिए भले ही आकृतियाँ अलग अलग नाभिक आयतन की थीं और एसिटिलेशन स्तर समान थे हालाँकि आकार में वृद्धि होने पर उसी आकार के लिए उन्होंने नाभिक के आयतन में वृद्धि देखी और एच3के9 एसिटिलेशन भी बढ़ गया ठीक है इसलिए इन प्रयोगों से वास्तव में पता चला है कि स्थितियों के बीच एच3के9 एसिटिलेशन स्तर और नाभिक के आयतन के बीच बहुत रैखिक संबंध है इसलिए इसके आधार पर उन्होंने एक मार्ग का सुझाव दिया कि कोई भी सेल ज्यामिति जिसे आप विनियमित करते हैं एक्टिन साइटोस्केलेटन को प्रभावित करेगा और एक्टिन साइटोस्केलेटन द्वारा जब यह विकृत हो जाता है तो यह जो बदलेगा वह यह कि यह अपनी सिकुड़न को बदल देगा और यह सिकुड़न अंततः 3एचडीएसी3 स्थानीयकरण साइटोप्लाज्मिक स्थानीयकरण और नाभिकीय शट्लिंग पर काम करेगी एमआरटीएफई ये सभी अंततः क्रोमैटिन संघनन स्तर को विकृत करते हैं जो जीन अभिव्यक्ति पैटर्न को निर्धारित करता है इसलिए यह पेपर पीएनएएस 2013 में प्रकाशित हुआ था उनके पास हाल ही में उन प्रयोगों का पालन करते एक और आया है और फिर उन्होंने इन दो ज्यामितीयों एक ध्रुवीकृत ज्यामिति और एक परिपत्र ज्यामिति को फिर से चुना तो इस स्टेरॉयड में बड़े ध्रुवीकृत ज्यामिति या बाधित आइसोट्रोपिक हैं तो यह आइसोट्रॉपिक है और यह बड़े ध्रुवीकृत है इसलिए इसके माध्यम से वे पूछना चाहते थे कि कोशिका ज्यामिति नाभिकीय विकृति और क्रोमेटिन गतिकी को कैसे प्रभावित करती है तो यह एक सवाल था इसलिए उन्होंने एक बार फिर से कोशिकाओं को इन द्वीपों पर चढ़ाया उन्होने 3टी3 कोशिकाओं के फाइब्रोब्लास्ट को इन द्वीपों पर चढ़ाया तो आपके पास कार्य पर लम्बी और परिपत्र दो ज्यामितीय हैं इसलिए उन्होंने इस ज्यामिति पर जो देखा वह प्रमुख तनाव तंतुओं को दर्शाते हैं जो कि बढ़ी हुई सिकुड़न का संकेत हैं जबकि यह इस मामले में बहुत कम था इस केस में कम प्रमुख तनाव तंतुओं को और जो उन्होंने जो देखा वह इन दोनों पर था अगर आप नाभिकीय ज्यामिति की तुलना करें ठीक है यहाँ अगर मैं अंदर के रूख को देखता हूँ तो नाभिक इस तरह एक ज्यामिति होगा तो दूसरे शब्दों में यह लंबा है और इसकी ऊँचाई यहाँ गोल ज्यामिति के लिए कम है आप मानेंगे कि नाभिक भी गोल होगा और इसकी ऊँचाई अधिक होगी तो यह कम है यह अधिक है इसलिए इसको देते हुये उन्होने तेजी से इसके स्थिर आकार पर ध्यान केन्द्रित किया कि नाभिक गतिशीलता कैसे बदलती है इसलिए जब उन्होंने परमाणु गतिशीलता को समझने के लिए क्या किया तो उन्होंने जो किया वह इन कोशिकाओं को जीएफपी एच2बी के साथ ट्रांसफ़ेक्ट किया तो एच2बी एक हिस्टोन प्रोटीन है जो बाइंड होता है जो डीएनए से बंधा नहीं होता है इसलिए परिणामस्वरूप जब आप H2B के साथ कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो आप पूरे नाभिक का पता लगा सकते हैं या लंबे समय तक यह आपको पूरे नाभिक में संकेत देगा और फिर एक बार इन कोशिकाओं को ट्रांसफ़ेक्ट करने के बाद वे वास्तव में एक सीमा का उपयोग करके नाभिक की रूपरेखा को ट्रैक कर सकते हैं और उन्होंने पूछा कि ये आकार समय के कार्य के रूप में कैसे बदलते हैं तो परिणाम के रूप में आप यह कर सकते हैं यदि यह 1 दिए गए किनारे पर एक ज्यामिति था 1 दिए गए समय पर आप ट्रैक कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह शीर्ष सतह क्षेत्र है और यह ऊर्ध्वाधर अक्ष मेरा समय है जब आप एक 3 डी सतह प्राप्त करेंगे जहां आप प्रत्येक अनुभाग जो आप लेते हैं वह आपको एक दी गई ज्यामिति देगा इसलिए उन्होंने जो पाया वह एलपी समूहों पर बड़े ध्रुवीकृत समूहों पर था इस सतह को उन्होंने जो उत्पन्न किया था वह बहुत चिकना था सतह व्रत्तीय समूहों के नाभिक के विपरीत बहुत चिकनी थी अगर मैं सतह को खींचता हूं यदि आप कायमोग्राफ करते हैं तो आपको एक सतह मिलती है जो यह बताती है कि नाभिक के क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले नाभिक के क्षेत्र में परिवर्तन द्वीपों के अवरोधक समूह सीआई पर बहुत अधिक स्पष्ट होता है इसलिए जब मैं नाभिक क्षेत्र के बारे में बात करता हूं तो यह वास्तव में अनुमानित नाभिक क्षेत्र है इसलिए मात्रात्मक रूप से यह पता लगाने के लिए कि नाभिक क्षेत्र में कितना परिवर्तन होता है जो उन्होंने किया था उन्हें अनुमानित क्षेत्र में प्रतिशत उतार चढ़ाव की रूपरेखा रची गई थी और इसलिए यह आपकी समय धुरी है इसलिए इन समूहों की तुलना में कि वे एलपी समूहों पर हैं यदि यह गोलाकार समूहों पर उतार चढ़ाव था तो उतार चढ़ाव बहुत अधिक था तो यह बाध्यता सीआई समूहों पर है और यह एलपी समूहों पर था तो यह पुष्टि करता है कि गोल समूहों पर क्षेत्र का उतार चढ़ाव काफी अधिक है तो यह उतार चढ़ाव की उच्च मात्रा को दर्शाता है इसलिए उतार चढ़ाव की उच्च मात्रा से जुड़ा हुआ है उन्होंने इसे नाभिकीय विकृति के साथ जोड़ा है यह विचार किया जा रहा है कि अगर कुछ कठोर है तो यह विस्तारित अवधि के लिए अपने आकार को बनाए रखेगा जबकि अगर कुछ विशेष रूप से सेल के भीतर निष्क्रिय होता है तो बहुत अधिक होता है नाभिक पर होने वाली गतिविधि को समय के एक कार्य के रूप में क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तनों के अधीन किया जाएगा तब क्या पूछा था कि इन उतार चढ़ावों को कौन चला रहा है इसलिए उन्होंने उन प्रयोगों को किया जहां उन्होंने एक्टिन को दो तरह से परेशान किया या तो वे नेटवर्क में प्रभाव को अस्थिर कर देते हैं जो साइटोस्केलेटन डी साइटो डी या वे जसप्लाकीनोलाइड के साथ स्थिर हो गए इसलिए उन्होंने क्या पाया इसलिए उन्होंने जो पाया वह यह है कि मेरी वाई अक्ष प्रतिशत क्षेत्र में उतार चढ़ाव है तो आयत की तुलना में इसलिए यदि आयत यह आयत पर आपके क्षेत्र का उतार चढ़ाव है जब उन्होंने साइटोस्केलेटन डी को जोड़ा तो साइटो डी ने यह उतार चढ़ाव बढ़ाया लेकिन व्रत्तीय पैटर्न पर तो जहां उतार चढ़ाव काफी अधिक था जब उन्होंने साइटोस्केलेटन डी को जोड़ा तो यह कम हो जाता है तो यह बताता है कि पोलीमराइजिंग दवाओं के ये प्रभाव अत्यधिक गैर मोनोटोनिक हैं उन्होंने भी प्रयोग किया है ठीक है तो वे फिर लमिनेट एसी नॉक डाउन कोशिका के साथ प्रयोग करते हैं उन्होंने यह भी पाया कि इस व्रत्तीय पैटर्न पर क्षेत्र के उतार चढ़ाव की सीमा बढ़ गई फिर नेस्प्रिन को विक्र्त करके प्रयोग किए और फिर भी उन्होंने क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखा इसलिए इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक लिंक के गड़बड़ी आंशिक रूप से उतार चढ़ाव के आयाम को प्रभावित करते हैं क्योंकि एक्टिन के साथ गड़बड़ी होने पर भी यह गिर जाता है लेकिन यह बंद नहीं हुआ या इसमें वृद्धि नहीं हुई लेकिन यह बंद नहीं हुआ इसलिए जैसा कि उन्होंने किया था अंतिम चरण के लिए उन्होने क्रोमैटिन डायनामिक्स ट्रैक किया गया था एच2बी जीएफपी के साथ लेबल लगाकर और केंद्र बिन्दु पर नज़र रखते हुए उन्होंने नाभिक के भीतर हेट्रोक्रोमैटिक केंद्र बिन्दु को ट्रैक किया और जो उन्होंने पाया वह यह किमोग्राफ था तो इस हेट्रोक्रोमैटिन केंद्र बिन्दु ने एलपी की तुलना में सीआई में तेजी से गतिशीलता का प्रदर्शन किया और यह एक्टोमायसिन सिकुड़न के प्रति संवेदनशील था एक और बात जो यह पाई गई वह एक ही नाभिक के भीतर थी यदि आपके पास ये कई केंद्र बिन्दु हैं तो उन्होंने पाया कि इन केंद्र बिन्दु की गति को वास्तव में सहसंबद्ध किया गया था केंद्र बिन्दु की गति को सहसंबद्ध किया गया था और ये केंद्र बिन्दु हालांकि आपको पता है कि सहसंबंध की सीमा विकृत थी जब आप उन्हें ड्रग्स ब्लॉबस्टैटिन संदर्भ समय 2621 के साथ इलाज करते हैं लेकिन जब आप हटाते हैं तो इन क्रियाशीलता को हटा दिया गया था तो केंद्र बिंदु प्रक्षेपपथ केंद्र बिंदु की गति विशेष रूप से सहसंबंधित और साइटो डी के प्रति संवेदनशील था लेकिन स्थितियों को धोने के बाद और सहसंबंध मानचित्र को फिर से स्थापित किया गया इसलिए इन सभी प्रयोगों का सुझाव है कि क्या एक अंकित है तो क्रोमैटिन मानचित्र की एक संरचना है और वे जो पाते हैं कि ये संरचनाएं संकुचन जैसी कई ताकतों द्वारा नियंत्रित होती हैं तो आपके पास एक्टिन साइटोस्केलेटन लैमिना ए सी नेस्प्रेन्स या लिंक डोमेन क्रोमैटिन और इसके भी और आगे है इसलिए ये सामूहिक रूप से अंतखंड को नियंत्रित करते हैं जो कि क्रोमैटिन के अंतिम बिंदुओं के रूप में काम करता है इसके साथ मैं यहां रुकता हूं मैं दो पेपर को असाइनमेंट के रूप में पढ़ने का सुझाव दूंगा तो ये दोनों पेपर एक ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग करते हैं और फिर अध्ययन करते हैं कि आपके पास आकृति और आकार के कार्य के रूप में ये एपिजेनेटिक संशोधन कैसे हो रहे हैं और जब आप इस साइटस्केलेटन तत्वों को खराब करते हैं तो अंतखंड गतिकी और नाभिक के भीतर गतिकी कैसे बदलते हैं आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद